आइए अब एक और उदाहरण पर विचार करें इस उदाहरण में आइए देखें कि जीवनचक्र की लागत हमें ब्रेक इवन विश्लेषण करने में मदद करेगी या नहीं इस स्थिति पर विचार करें मेरा पास एक समुदाय है और कुछ दूरी पर एक धारा है जो कुछ मात्रा में पावर उत्पन्न कर सकती है बता दें हमारे पास एक माइक्रो हाइडल प्लांट है और यह माइक्रो हाइडल प्लांट लाइनों के माध्यम से पावर पहुंचा सकता है और समुदाय की पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समुदाय तक पहुंच सकता है अब हम कहते हैं कि इस माइक्रो हाइडल प्लांट और समुदाय के बीच की दूरी d किलोमीटर है अब दूसरा विकल्प यह है कि समुदाय के भीतर हम एक PV प्रणाली व्यवस्थित कर सकते हैं तो समुदाय को पावर संचारित करने के लिए एक संभावना है कि माइक्रो हाइडल प्लांट हो और दूसरी संभावना है कि स्थानीय विद्युत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए स्थानीय PV प्रणाली होनी चाहिए अब वहाँ एक हाइड्रो प्रणाली की LCC है और फिर इस PV प्रणाली का LCC है सवाल यह है की किसका चयन करें तो LCC विश्लेषण एक आर्थिक विश्लेषण देगा और फिर हम ब्रेक ईवन भी कर सकते हैं ताकि हम कह सकें कि ब्रेक ईवन पॉइंट क्या है किसी विशेष किलोमीटर से परे मुझे PV प्रणाली के लिए जाना चाहिए इस विशेष किलोमीटर से कम मुझे माइक्रो हाइडल प्रणाली के लिए जाना चाहिए तो इस तरह के निर्णय को इस जीवन चक्र लागत विश्लेषण की मदद से किया जा सकता है तो आइए हम इस उदाहरण में देखें कि हम इस संबंध में LCC से कैसे लाभ उठा सकते हैं तो अब मुझे माइक्रो हाइडल प्लांट और PV प्लांट के लिए डेटा को साथ साथ रखने दें माइक्रो हाइडल प्लांट के लिए हम कहते हैं पावर 1 किलोवाट है प्लांट की स्थापना रुपये 16000 है ट्रांसमिशन और वितरण की लागत रुपये 18500 है पुनः ये कल्पित मूल्य हैं किसी को बाजार का सर्वेक्षण करना होगा और यथार्थवादी मूल्य प्राप्त करने होंगे लाइन की लागत 4000 रुपये किमी है और पुनः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां महत्व ब्रेक इवन को निर्धारित करने के लिए इस LCC की प्रक्रिया का पालन करने की कोशिश का है ये सटीक मूल्य हम हमेशा बाजार की शक्तियों से निर्धारित कर सकते हैं ट्रांसमिशन दक्षता लगभग 30 है और PV के लिए निम्न डेटा उपलब्ध है तो PV प्लस शेष प्रणाली लागत रु 100 प्रति पीक वॉट है उस स्थान पर Hat न्यूनतम 5 kWm2दिन है इसका मतलब है कि यदि आप 5 घंटे के लिए 1 kWm2 का मानक आइसोलेशन लेते हैं तो आपको यह आइसोलेशन प्राप्त होगा जो आपको समान राशि की ऊर्जा इंसीडेंट ऊर्जा देगा अब दोनों के लिए जीवन अवधि हम 25 साल पर विचार करेंगे और दोनों के लिए हम प्रति वर्ष 12 की ब्याज दर लेंगे अब हम यह LCC करते हैं जो K R M है अब यहाँ हम केवल पूंजीगत लागत पर विचार करें फिर से केवल इस ब्रेकइवन विश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए दोनों प्रणालियों में निश्चित रूप से प्रतिस्थापन होंगे और दोनों प्रणालियों में अनुरक्षण लागत निश्चित रूप से होगी लेकिन इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए क्योंकि हमने पिछले उदाहरणों में देखा है प्रतिस्थापन और अनुरक्षण की गणना कैसे करनी है मैं इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ब्रेकइवन पॉइंट को कैसे ढूंढना है इसलिए इस उदाहरण के प्रयोजन के लिए मैं इन दोनों प्रणालियों के लिए सामान्यता के नुकसान के बिना R 0 और M 0 लूंगा तो आइए हम अभी के लिए पूंजीगत लागत के बारे में सोचें और देखें कि ब्रेकइवन विश्लेषण कैसे करना है अब दोनों प्रणालियों हाइड्रो और PV के लिए हम पूंजीगत लागत का पता लगाते है अब पूंजीगत लागत स्थापना लागत जमा ट्रांसमिशन वितरण लागत जमा लाइन की लागत है इसलिए हमने देखा कि स्थापना के लिए 16000 रुपये ट्रांसमिशन वितरण के लिए 18500 रुपये लाइन की लागत 4000 × d जहाँ d हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट माइक्रो हाइडल प्लांट और समुदाय के बीच की दूरी है इसलिए हम 34500 4000d के साथ उतरते हैं अब PV के मामले में PV लागत × PV की पावर रेटिंग है तो आइए हम कहते हैं कि PV की कीमत 100 रुपये प्रति पीक वॉट × x पीक वॉट के रूप में दी जाती है अब हम कहते हैं PV की पावर रेटिंग x है आप देखेंगे कि x हमारे ब्रेकइवन के लिए कट जायेगा तो यह अभी के लिए कोई भी PV रेटिंग हो सकती है सम्भवतः यह 1 kW रेटिंग हो सकती है तो ये दोनों पूंजीगत लागतें हैं पूंजीगत लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप PV सरणी के लिए कितनी पावर तय करना चाहते हैं अब हम अब हम दोनों मामलों में R 0 और M 0 R 0 और M 0 ले रहे हैं और अब हम LCC की गणना करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट माइक्रो हाइडल के लिए LCC 34500 4000d है और PV के लिए LCC 100 × x है x वॉट्स में है वर्तमान मूल्य 1 i 1 1 1 i 25 द्वारा दिया गया है अब याद रखें कि हम फिर से मुद्रास्फीति को 0 के रूप में ले रहे हैं कोई भी बाजार की शक्तियों से मुद्रास्फीति के मूल्यों को ले सकता है और उस सूत्र को लागू कर सकता है जिस में मुद्रास्फीति होती है तो आप वर्तमान मूल्य पा सकते हैं हमने उस पर चर्चा की है तो यह दिए गए ब्याज ब्याज दर के लिए 784 है और यह दोनों प्रणालियों के लिए समान है इसलिए यह दोनों प्रणालियों के लिए समान कारक है अगला हम हाइड्रो के लिए ALCC खोजें जो LCC हाइड्रो वर्तमान मूल्य है जो 34500 4000d784 है जो 4400 510d होगा तो यह ALCC वार्षिक LCC हाइड्रो माइक्रो हाइड्रो प्रणाली के लिए जीवनचक्र लागत है और PV के लिए ALCC है LCCPV को वर्तमान मूल्य से विभाजित करें जो 100x784 है तो यह 1276x होगा तो यह PV प्रणाली के लिए ALCC है तो अगला हम प्रतिवर्ष उत्पन्न ऊर्जा की गणना करते हैं का अनुमान लगाते हैं अब हाइड्रो के लिए हम जानते हैं कि यह 1 kW प्रणाली × 24 घंटे क्योंकि यह हाइडल प्रणाली 24 घंटे में 1 किलोवाट देने में सक्षम है × 365 दिन × ट्रांसमिशन दक्षता 03 है तो हम उस 2628 kWH ऊर्जा को प्राप्त करेंगे जो वास्तव में प्रयोग करने योग्य उत्पन्न करने योग्य है अब PV प्लांट EPV के लिए हम जानते हैं कि x वॉट रेटिंग है इसलिए x1000 kW × Hat न्यूनतम घंटे ऑपरेशन के × 365 दिन आपको x1000 × 5 × 365 देगा जो 1825x है x वॉट क्षमता में रेटिंग है तो यह PV द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होगी अब हम लागतkWH को देखते हैं kHW की लागत kHW को इकाई भी कहा जाता है तो प्रति इकाई लागत को देखते हैं तो हाइड्रो के लिए प्रति इकाई या रु प्रति किलोवाट है ALCC हाइड्रो बटे हाइड्रो से सालाना उत्पन्न ऊर्जा होती है तो दोनों वार्षिक शब्द हैं 4400 510d2628 तो आपको 167 019 d मिलेगा यह रेखीय समीकरण है जब आप इकाई लागत बनाम d का ग्राफ बनाते हैं तो यह सीधी रेखा होगी अब PV के लिए रु प्रति kWH या रु प्रति इकाई है ALCC PV बटे PV से उत्पन्न ऊर्जा जो 1276x1825x है x कट जाएगा और प्रति kWH लागत रुपए 7 होगी तो यह प्रति kWH लागत है अब महत्वपूर्ण बात आइए हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का कैसे पता लगाएं तो आप बराबरी करते हैं यह लागत इस लागत के बराबर होनी चाहिए तो आइए हम बराबरी करते हैं और पता करते हैं कि d का मान क्या है जो कि लगभग 28 किलोमीटर है तो यह 28 किमी ब्रेक इवन पॉइंट है यदि माइक्रो हाइडल स्टेशन से समुदाय की दूरी 28 किलोमीटर से कम है तो आप देखेंगे कि माइक्रो हाइडल प्लांट फायदेमंद है यदि माइक्रो हाइडल प्लांट से समुदाय की दूरी 28 किलोमीटर से अधिक है और आप देखेंगे कि PV प्लांट फायदेमंद है तो मूल रूप से इस ब्रेकइवन विश्लेषण से हम यह सीखते है और अगर 28 किलोमीटर से अधिक की दूरी एक स्थानीय PV प्लांट अधिक किफायती होगा तो यह है कि आप एक ब्रेकइवन पॉइंट विश्लेषण करने के लिए भी LCC का उपयोग कैसे कर सकते हैं मेरे पास एक स्क्रिप्ट फ़ाइल Ex03m है यह वास्तव में तीसरे LCC उदाहरण को हल करने के लिए स्क्रिप्ट है और यहाँ हमने अभी चर्चा की है कि ब्रेकइवन पॉइंट का कैसे पता लगाया जाये जब आप दो प्रणालियों के बीच निर्णय लेना चाहते हैं की कौनसी प्रणाली किसी एप्लीकेशन के लिए किन शर्तों के तहत बेहतर होगी तो यह समस्या का विवरण है ट्रांसमिशन दूरी के फ़ंक्शन के रूप में माइक्रो हाइडल प्रणाली से पावर की इकाई लागत का अनुमान लगाएं PV वॉटेज के फ़ंक्शन के रूप में तुलनीय PV आधार प्रणाली की पावर की इकाई लागत का भी अनुमान लगाएं इन दोनों प्रणालियों के बीच के ब्रेकइवन का पता लगाएं अब हमने इस पर मैन्युअल रूप से काम किया है अब यह स्क्रिप्ट फ़ाइल भी समान कार्य करेगी लेकिन आप इन सभी विशेष विवरण को बदल सकते हैं और फिर विभिन्न स्थितियों और विभिन्न विशिष्टताओं के लिए ब्रेकइवन पॉइंट्स का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं मैं इसे शामिल करूंगा मैं इस फाइल को संसाधन अनुभाग में भी आपके साथ साझा करूंगा मैंने यहां जो कुछ किया है वह मूल रूप से इसे निम्नलिखित में वर्गीकृत करना है सबसे पहले मेरे पास हाइडल का उप प्रणाली डेटा और हाइडल प्रणाली के लिए उप प्रणाली प्रणाली का विशेष विवरण हैं तो यह हाइडल के लिए है फिर मेरे पास PV के लिए उप प्रणाली डेटा और प्रणाली का विशेष विवरण हैं इसलिए मैंने यहाँ कोष्ठक में PV चिह्नित किया है इसलिए हाइडल की लागत ट्रांसमिशन लागत वितरण लागत लाइन लागत ये सभी चीजें मैंने प्रणाली डेटा में रखा है और प्रणाली का विशेष विवरण जैसे पावर रेटिंग 1000 वॉट ट्रांसमिशन क्षमता हाइड्रो के लिए AMC मैंने इसे 0 के रूप में रखा है आप बाद में वार्षिक अनुरक्षण शुल्क के साथ क्या होता है यह जानने के लिए शामिल कर सकते हैं d मैंने इसे 0 पर रखा है मैं बस हम बस देखेंगे कि क्या होता है PV प्रणाली की रेटिंग x 1000 पर और Hat न्यूनतम 5 पर PV के लिए AMC को भी 0 पर रखा गया है फिर आम विवरण जैसे जीवन LCC जीवन अवधि 25 वर्ष और 12 की ब्याज दर है फिर आप LCC लागत की गणना करते हैं सबसे पहले हाइड्रो प्रणाली के लिए इस तरह से KRM की गणना करें बेशक M और R 0 हो जाएंगे क्योंकि हमने उन्हें 0 के रूप में लिया है LCC का पता लगाएं ALCC का पता लगाएं फिर वार्षिक ऊर्जा जैसे हमने गणना की थी यह वॉट घंटे में देगा और इकाई ऊर्जा लागत है ALCC बटे वार्षिक ऊर्जा रुपए प्रति वॉट घंटे आप इसे किलो वॉट घंटे में बदल सकते हैं जैसे कि मैंने 1000 से विभाजित करके 1000 से गुणा करके यहाँ प्रदर्शित किया है फिर प्रदर्शन अनुभाग सभी मापदंडों का प्रदर्शन करता है फिर आप PV प्रणाली के लिए समान अभ्यास करते हैं पूंजी प्रतिस्थापन लागत अनुरक्षण लागत और LCC PV के लिए ALCC वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता और इकाई ऊर्जा लागत की गणना करते हैं और फिर उन्हें प्रदर्शित करते हैं तो यह वही है जो वास्तव में स्क्रिप्ट फ़ाइल में है यह गणना के लिए प्रक्रिया को स्वचालित करता है इसलिए आप विशेष विवरण को जल्दी से बदल सकते हैं और अपने प्रणाली के लिए पता लगा सकते हैं अब इसे Ex03 को क्रियान्वित करते हैं और देखतें हैं जब आप क्रियान्वित करते हैं तो आप प्रदर्शन देखेंगे पहले आपके पास हाइड्रो के लिए LCC गणना है और दूसरे भाग में PV के लिए LCC गणना है अब यहां देखें PV के मामले में इकाई लागत रु किलोवाट 69 या 7 रुपये है हमने गणना की और हाइड्रो के मामले में यह d का फंक्शन है यह 167 था जब d 0 है तो यह 167 019d है तो d 0 है यह अब केवल 167 है अब हम d को कहते हैं मैं 50 से बदलता हूं यह 50 किमी है 28 किमी से अधिक है इसलिए हाइड्रो अधिक महंगा हो जाएगा इसलिए अगर मैं इसे दोबारा चलाता हूं तो आप देखेंगे कि PV की तुलना में हाइड्रो 11 रुपये 1138 रुपये है PV से अधिक है इसलिए PV अधिक किफायती है यदि आप उस 28 पॉइंट के आसपास हैं तो दोनों समान मूल्यों के होने चाहिए आप उन्हें फिर से चला सकते हैं तो आप देखिए यह रु 7 है यह भी 7 रु है तो ब्रेकइवन उस पॉइंट के आसपास आता है तो इस तरह आप ब्रेकइवन की समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं